तो यह केस है जब यह हो रहा है जब हम देखते हैं कि एक गड़बड़ी हो रही है उसके लिए यह OR गेट आउटपुट क्षणिक रूप से निम्न पर जा रहा है ठीक है लेकिन यदि B 1 के बराबर है C 1 के बराबर है और A 0 से 1 पर जाता है क्या कोई समस्या होगी क्या वहां कोई गड़बड़ी होगी तो यह 0 है और यह 1 है मतलब यह 0 है का मतलब यह पहले से ही 1 था फिर बदलाव हुआ तो यह 0 तुरंत ही 1 हो जाता है ठीक लेकिन यह 1 रुका है प्रसार विलंब के बाद 1 0 पर जाएगा लेकिन तब तक Refer Time 1155 यह AND गेट आउटपुट यह दोनों 1 हैं यह 1 है इसलिए OR गेट 1 पर रुका रहेगा इसमें कोई समस्या नहीं है यह है जिसे जाना जाता है इसका मतलब जिसके बारे में बात की गई थी केवल विशिष्ट इनपुट संयोजन के लिए गड़बड़ी होगी इस सर्किट में एक खतरा है यह खतरा मुक्त सर्किट नहीं है क्योंकि यहां एक संभव गड़बड़ी है लेकिन गड़बड़ी तभी होगी जब एक विशिष्ट संयोजन प्रदर्शित किया जाता है ठीक है अब हम स्थिर 1 खतरा परिभाषित करते हैं यह क्या है

उसके लिए हमने पहले ही नोट किया है कि बुलियन व्यंजक अंततः कम होकर एक योग A प्लस A prime की तरह की चीज इनपुट के निश्चित स्थिति निश्चित विशिष्ट स्थिति के लिए उत्पन्न करता है दूसरी आवश्यक चीज जो हम देख सकते हैं बल्कि बिना अनुकूल व्यंजक पर गए बस कारनॉफ मैप को देख कर हम पता कर सकते हैं जिस प्रकार हम समूह बनाते हैं कि वहां संभव गड़बड़ी है या नहीं ठीक है यह हम कैसे पता कर सकते हैं